तो अंतिम व्याख्यान तक हम यांत्रिकी की मुख्य अवधारणाओं पर चर्चा कर चुके हैं और उसने भी हमने मुख्य रूप से बीम की तीन विशिष्ट व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की है पहला अक्षीय तनाव है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास एक कैंटिलीवर है और फिर आप इस दिशा में बल लागू कर रहे हैं आप इसे इस दिशा में खींच रहे हैं जिसमें केवल अक्षीय तनाव है और फिर हमने अनुप्रस्थ तनाव के बारे में चर्चा की जहां मैं इस दिशा में ऊपर से बल लगा रहा हूं ठीक है मैं ऊपर से बल लगा रहा हूं और फिर आखिरी गाइडेड बीम स्ट्रक्चर है जहां हमने इसको फिक्स किया है और दूसरा भी फिक्स्ड है लेकिन यह फिक्स चीज या फिक्स रेफरेंस फ्रेम इस तरह से गतिमान है तो बीम या तो झुक सकता है या विक्षेपित हो सकता है लेकिन इस बिंदु पर नहीं हो सकता है इसमें कोई धसान नहीं हो सकता है यह इस तरह है और इन तीनों मामलों अक्षीय तनाव अनुप्रस्थ तनाव और गाइडेड बीम के लिए हमने स्प्रिंग कांस्टेंट स्थिरांक की गणना की है और हम स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या करते हैं यह हमने पिछली कक्षाओं में से एक में एक उदाहरण में देखा है पिछली कक्षाओं में इस उदाहरण में हम दिखाते हैं कि एक बार अगर हमें किसी विशेष बीम के लिए अक्षीय कठोरता स्थिरांक पता है और फिर कई बीमों के साथ हमारे पास जो भी व्यवस्था है जैसे कई बीम एक साथ समानांतर या श्रंखला में बंधे हैं तो उसके समतुल्य विस्थापन या समतुल्य स्प्रिंग कांस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं और इससे हम बल की गणना कर सकते हैं और और अंत में गाइडेड बीम स्ट्रक्चरguided beam structure के लिए हमने फार्मूला निकाला था कि Kb 12YIL3 जोकि एक गाइडेड बीम स्ट्रक्चर के लिए कठोरता स्थिरांक है और अब हम एक उदाहरण देखेंगे जहां हम देखेंगे कि हम इस व्यंजक को कैसे लागू कर सकते हैं और इससे किसी विशेष द्रव्यमान या किसी विशेष संरचना के लिए विक्षेपण की गणना कर सकते हैं तो अब हम इस उदाहरण को देखेंगे जहां हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि गाइडेड बीम स्ट्रक्चर गाइडेड बीम संरचनाएं वास्तव में कैसे काम करती हैं तो उसके लिए मैंने यह चित्र दिखाया है कि यह केंद्रीय द्रव्यमान central mass है इसके साथ एक ज्ञात द्रव्यमान proof mass है है इसे proof mass कहा जाता है और फिर यह इस व्यवस्था में कई बीमों से जुड़ा है अब देखिए इन बीमों को मैंने A B C D नाम दिया है और ये चारों बीम समान चौड़ाई समान लंबाई और समान मोटाई के हैं और इस बिंदुयुक्त रेखा या Y अक्ष के साथ केंद्रीय रेखा के दोनों ओर सममित हैं हालांकि मेरे बनाए चित्र में यह सममित नहीं है लेकिन आप इसे सममित मान सकते हैं और इसके दोनों तरफ समान आयाम समान व्यवस्था है अब यह जो छायांकित रेखा काली छायांकित रेखाएँ हैं वही वास्तव में स्थिर हैं तो यह बिंदु निश्चित है यह बिंदु स्थिर है और दूसरी ओर यह बिंदु और यह बिंदु स्थिर है तो ये चारों बीम एक सिरे पर स्थिर है और शेष संरचना में यह स्थिर नहीं है बाकी संरचनाएं गतिमान हैं अब यह के पतले बीम है जबकि यह मोटे बीम है ठीक है इस तरफ यह मोटा बीम है और दूसरी तरफ भी यह मोटा बीम है इसका नाम कुछ इस तरह से सूचीबद्ध करते हैं तो यदि यह P Q R S है और और इसे हम E F G H कहते हैं इसलिए जैसा कि मैं कह रहा था कि A B C D पतला बीम है इसका अर्थ है कि यह झुक जाएगा और P Q R S स्टबी ठूंठदार संरचनाओं की तरह है जिसे आप मोड़ या मरोड़ नहीं पाएंगे अब यह नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass लटका है और अंत में यह इससे जुड़ा हुआ है तो यह यहां कई बार स्पर्श करता है सही तो यह नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass है और फिर आपके पास यह भुजाएँ जुड़ी हुई हैं और यह भुजाएँ कहीं स्थिर हैं तो यह नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass Y दिशा के साथ साथ X दिशा में भी गति कर सकता है तदनुसार ये बीम A B C D E F G H झुकेंगे और हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि Ky क्या है Ky क्या है Ky का अर्थ है y दिशा में कठोरता स्थिरांक अगर यह नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass है और मैं यहां इस दिशा में कुछ बल लगाता हूं तो कितना विक्षेपण होगा सही है आप जानते हैं कि यदि y k तो हम कहते हैं कि y दिशा में विक्षेपण है डेल्टा विक्षेपण है तो हमें Ky का पता लगाने की जरूरत है अब यह एक गाइडेड बीम कैसे है जैसा कि आप यहां यह बिंदु देख सकते हैं अब हम कहते हैं कि आप B की तरह यह एक विशेष बीम लेते हैं और यह बीम B नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass से जुड़ा है तो यह एक तरफ से इन बीम से जुड़ा हुआ है और ये तरफ भी इस तरफ भी है नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass से जुड़ा है तो इसमें ढलान नहीं हो सकता है या ढलान 0 है दूसरी तरफ यह एक स्टबी ठूंठदार संरचना p q से जुड़ा है जो हिल भी सकता है लेकिन इसमें इस बिंदु B पर ढलान या झुकाव नहीं हो सकता है इसलिए अंततः अगर मैं बीम B और P बिंदु पर नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass मानता हूं तो यह यहां कहीं होगा तो यह गाइडेड मूवमेंट की तरह है यह गाइडेड आंदोलन की तरह है तो यहाँ नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass गति कर रहा है तो मान लें कि मेरा दाहिना हाथ नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass है और दूसरी तरफ यह स्टबी ठूंठदार संरचना है तो हालांकि यह चल रहा है यह भी गतिमान है लेकिन यह उतना गतिमान नहीं है जितना प्रूफ द्रव्यमान गतिमान है तो लेकिन फिर दोनों तरफ ढलान नियत है और वह 0 है तो यह आघूर्ण कुछ इस तरह से गाइडेड बीम की तरह होगा और B की तरह अन्य सभी बीम भी जैसे A A को भी आप देखते हैं कि A एक तरफ P Q से जुड़ा है जिसमें उस संपर्क बिंदु पर भी ढलान शून्य होगा और दूसरी तरफ यह पहले से ही नियत है तो इस तरफ भी होगा विक्षेपण 0 है और ढलान निश्चित रूप से शून्य है और C और D बीम भी A और B की तरह है और E F G H भी दूसरे भागों की तरह की a b c d का सममित हिस्सा है तो ये सभी बीम गाइडेड गति के अधीन हैं तो अब हम जानते हैं कि ये सभी गाइडेड संरचनाएं हैं अब गाइडेड बीम संरचनाओं के लिए हमने पहले ही कठोरता स्थिरांक की गणना कर ली है और वह कठोरता स्थिरांक पद यह है कि Kb F W 12 Y I L क्यूब तो अब हम इसका यहाँ उपयोग करेंगे तो एक बीम की गाइडेड बीम संरचना को हम जानते हैं मान लें कि एक बीम A के लिए K KA 12YI L3 है तो यह बारह YI भाग L3 है अब Y और L ज्ञात है हैं और इस प्रकार के बीम के लिए I की गणना करने की आवश्यकता है तो Y और L ज्ञात हैं और I की गणना करने की आवश्यकता है किसके लिए हमें क्षेत्र आघूर्ण की गणना करने की आवश्यकता है सही है और इस तरह की ज्यामिति के लिए आप पहले ही देख चुके हैं कि I bh312 है और यहाँ h का अर्थ है ऊँचाई है जो लगाए गए बल की दिशा के लंबवत है तो अगर यह एक बीम है अगर मैंने बल को इस दिशा में लगाया है तो यह h मोटाई होगी h यह मोटाई होगी और इस बीम में हमारे मामले में इस उदाहरण में बल y दिशा में लगाया जाता है और तो यह w जो वास्तव में चौड़ाई है जो वह यहाँ ऊँचाई है तो और मोटाई वास्तव में ऊंचाई के लंबवत है लेकिन मोटाई वास्तव में इस बल के लंबवत है तो यहाँ I t W घन बटा 12 और तदनुसार हम पाते हैं कि KA बराबर YTW घन बटा L घन है और यहां दोनों 12 एक दूसरे से कट जाते हैं तो YTW घन बटा L घन सभी बीमों के लिए कठोरता स्थिरांक है क्योंकि सभी बीमों का आयाम समान है अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इन बीमों को कैसे व्यवस्थित किया गया है कि कौन से बीम समानांतर में हैं और कौन से बीम श्रृंखला में हैं और तदनुसार हम समतुल्य कठोरता स्थिरांक की गणना कर सकते हैं अब हमें बहुत सावधानी से यह समझने की जरूरत है कि ये बीम कैसे जुड़े हुए हैं देखें यह नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass है यह नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass है और यह नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass इस B बीम और D बीम से सीधे जुड़े है जबकि A और C नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass से सीधे नहीं जुड़े है अब मान लेते हैं कि यदि नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass 5 माइक्रोमीटर ऊपर की ओर बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि यह p q भी 5 माइक्रो मीटर ऊपर की ओर बढ़ेगा क्योंकि इस पर वही बल नहीं लगा है अब मान लें कि नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass ऊपर की ओर बढ़ रहा है हम नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass को 5 माइक्रोमीटर तक ऊपर की दिशा में धकेल रहे हैं तो बीम B और D ऊपर की ओर झुकना शुरू कर देते हैं और इस वजह से यह PQ संरचना को भी ऊपर खींचने लगता है और उसके कारण मान लीजिए कि PQ संरचना 3 माइक्रोमीटर बढ़ती है तो यदि PQ संरचना 3 माइक्रोमीटर के ऊपर की ओर बढ़ती है इसका मतलब है कि B बीम झुक गया है दोनों तरफ झुकाव है या 2 माइक्रोमीटर का अंतराल है क्योंकि B बीम के लिए यह बिंदु जो नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass से जुड़ा हुआ है 5 माइक्रोमीटर ऊपर की ओर बढ़ गया है जबकि दूसरा हिस्सा जो P संरचना से जुड़ा है 3 माइक्रोमीटर ऊपर की ओर बढ़ गया है नियत द्रव्यमान तो इसमें लगभग 2 माइक्रोमीटर की एक निर्देशित गति होती है जबकि p q संरचना 3 माइक्रोमीटर ऊपर की ओर बढ़ रही है तो बीम A के लिए यह बिंदु जो P Q संरचना से जुड़ा है तीन माइक्रोमीटर ऊपर की ओर बढ़ेगा लेकिन बीम A का दूसरा पक्ष जो स्थिर है हमें कोई गति नहीं होगी तो उस स्थिति में फिर संरचनाA निर्देशित दिशा में ऊपर की ओर 3 माइक्रोमीटर बढ़ा है तो यहाँ बिंदु यह है कि A और B पर सामान बल लगा है लेकिन विक्षेपण समान नहीं है इसका मतलब है कि A और B श्रृंखला में जुड़े हैं A और B सीरीज कनेक्शन में हैं जहां विक्षेपण भिन्न हो सकता है लेकिन बल समान है अब अगर मैं इस संरचना को स्प्रिंग मास व्यवस्था में खींचता हूं तो यह A है और यह पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर या नीचे की ओर गतिमान है तो यह B साइड है जो नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass से जुड़ी है यह नियत द्रव्यमान नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass से जुड़ी है तो अब आप देखते हैं कि A एक तरफ सामने से और दूसरी तरफ नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass से जुड़ा हुआ है और अब इसमें समान बल है लेकिन विक्षेपण भिन्न हो सकता है अब दिलचस्प बात यह है कि यदि आप C D की व्यवस्था देखते हैं C D व्यवस्था भी नियत द्रव्यमान नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass से जुड़ी है और दूसरी तरफ यह फिक्स है तो अगर मैं अब C D व्यवस्था को रेखांकित करता हूंतो बीम D नियत द्रव्यमान नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass से जुड़ा है और बीम C निश्चित बिंदु से जुड़ा होता है इसलिए अंततः क्योंकि यह एक ही नियत द्रव्यमान नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof massसे जुड़ा है तोA और B का संयुक्त विक्षेपण और C और D का संयुक्त विक्षेपण समान होगा जैसा इस चित्र में है और उस स्थिति में क्या होगा कि यह AB व्यवस्था और यह CD व्यवस्था समानांतर में है उस स्थिति में हम सबसे पहले बीमों ABC D की एक साइड के लिए कठोरता स्थिरांक का पता लगाएंगे तो हम जानते हैं कि यह सूत्र है कि KA Y t W3L3 और स्प्रिंग मास सिस्टम की श्रृंखला और समानांतर फॉर्मूलेशन से हम जानते हैं कि ए और बी के लिए जो श्रृंखला में है तो यह KAB है यदि हम समतुल्य कठोरता स्थिरांक को KAB मानते हैं तो यह 1 बटा KAB 1 KA 1 बटा KB होगा और और यदि दोनों को K मान लें तो 1 K 1 K यह 2 K है तो KAB K 2 फिर से AB और CD समानांतर में हैं तो क्योंकि AB और CD संरचना समानांतर में है इसलिए संरचना का पूरा बायां भाग बराबर KAB KCD और KAB K 2 के बराबर है KCD भी K 2 होगा और तो यहाँ हम प्राप्त कर सकते हैं कि K 2 K 2 K है तो एक तरफ कठोरता स्थिरांक K है अब हम देखते हैं कि यह कि एक तरफ की कठोरता की है और क्योंकि दूसरी तरफ हमारे पास बिल्कुल समान संरचना है तो इन सभी बीमों EFGH में भी वही कठोरता स्थिरांक होगी जो कि K है अब यह नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass है अब यह नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass है और एक तरफ यह इस बीम से जुड़ा है जो KAB CD है और दूसरी तरफ यह बीम से जुड़ा है जो कि K E F G H है सही है और दोनों तरफ यह दूसरे छोर पर फिक्स है और यह बीम कैसे जुड़े हुए हैं आप पिछले उदाहरण में देख चुके हैं कि ये समानांतर कनेक्शन में जुड़े हैं क्योंकि क्योंकि इसमें समान विक्षेपण है लेकिन बल भिन्न हो सकता है हालाँकि इन मामलों KAB CD और KEFGH दोनों के लिए कठोरता स्थिरांक K हैं अतः बल और विक्षेपण दोनों समान हैं तो इस तरह की प्रणाली के लिए अंततः समकक्ष KY KEFGH 2 K है और अगर मैं अब K के सभी ज्ञात मानों को रख दूं तो हम K Y t W3 L3 पर वापस जाएं अब यदि हम YtW और L के सभी मानों को वैसे ही रख दें जैसे हम पहले से ही जानते हैं तो यह 150 10 9 आएगा यह यंग का मॉड्यूल है फिर एक 310 6 यह मोटाई है यहाँ एक बात शायद ऐसा लिखा है कि यह मिली मीटर में है तो यह मिली मीटर नहीं माइक्रोमीटर है तो k Y t W3 L3 है यहां W 5 माइक्रोन 10 की पावर माइनस 6 को L3 से विभाजित किया गया है L 200 माइक्रोन है तो यह 7 Nm के बराबर है और फिर Ky या कठोरता स्थिरांक 14 Nm है तो अब इसका मतलब है कि अगर इस बीम या इस संरचना पर मैंने Y दिशा में 14 N बल लगाया है तो इसमें 1 मीटर की गति होगी या 14 माइक्रो न्यूटन का बल लगा है तो Y दिशा में गति 1 माइक्रोमीटर होगी तो हम इस तरह के बीम के लिए कठोरता स्थिरांक प्राप्त करते हैं और इस तरह की संरचना या विश्लेषण का लाभ यह है कि अब यह एक सेंसर हो सकता है और इस विशेष सेंसर के लिए मान लें कि यह एक बल सेंसर है तो हम विक्षेपण को माप सकते हैं यदि हम मापते हैं तो मान लें कि इस विशेष नियत द्रव्यमान प्रूफ मास proof mass के लिए y दिशा में विक्षेपण लगभग 05 माइक्रोन या 500 नैनोमीटर है तब हम जानते हैं कि लगाया गया बल 7 माइक्रो न्यूटन है तो हम इस तरह से गणना कर सकते हैं और इसके साथ ही हम इस मॉड्यूल को बंद करते हैं